रिफ्रैक्शन द्वारा होने वाली पोलराइजेशन क्या है हम मीडियम को दो प्रकार में बांट सकते हैं एक प्रकार आइसोट्रॉपिक और दूसरी प्रकार अनीसोट्रॉपिक मीडियम होता है किसी भी गुण के लिए मीडियम या तो आइसोट्रॉपिक गुण या फिर अनीसोट्रॉपिक गुण प्रतीत करेगा इस केस में प्रकाश की गति मीडियम से होते हुए हर दिशा में एक है या नहीं यह मीडियम के प्रकार पर निर्भर करेगा अगर गति हर दिशा में एक ही है तो वह मीडियम आइसोट्रॉपिक है और अगर गति हर दिशा में एक नहीं है तो वह मीडियम अनीसोट्रॉपिक है सभी दिशाओं में समान गति को सफीरीकल वेलोसिटी कहते हैं और जो गति हर दिशा में एक ना हो उसे वेलोसिटी एलिपसॉयड कहते हैं आमतौर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए कांच का इस्तेमाल होता है जोकि आइसोट्रॉपिक मैटेरियल है मतलब की इसमें वेलोसिटी हर दिशा में समान है लेकिन ऐसे भी कुछ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होते हैं जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि देखने में कांच जैसे लगते हैं हालांकि कांच क्रिस्टल नहीं होता है लेकिन कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं और कांच की तरह पारदर्शी होते हैं और इस क्रिस्टल में भी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं लेकिन रिफ्रैक्शन या प्रकाश का वेग क्रिस्टल में सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं अनीसोट्रॉपिक मीडियम में वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रकाश की गति मीडियम में और प्रकाश की गति वेक्यूम में के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रकाश और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की दिशा पर निर्भर करती है पोलराइजेशन स्टेट दो तरह के होते हैं या तो सिग्मा पोलेराइज या फिर फाई पोलेराइज स्टेट यह क्रिस्टल को डबल रिफ्रैक्शन या बायफिरेंजंस क्रिस्टल कहते हैं जैसे कि कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल कुछ और क्रिस्टल भी होते हैं जिसे डबल रिफ्रैक्शन या बायफिरेंजंस क्रिस्टल कहते हैं हम अपनी चर्चा को कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक रखेंगे यह दोनों यूनीएक्सेल क्रिस्टल है जिसका मतलब एक दिशा में वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाकी दोनों दिशाओं से अलग है इसे यूनीएक्सल क्रिस्टल कहते हैं अगर आप इन आपस में परपेंडिकुलर तीन xyz काटेशन कॉर्डिनेट ले तो एक दिशा में इनकी गुण बाकी दोनों दिशाओं से अलग है देखो दो अलग दिशाओं में गुण वेग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सामान है लेकिन इस दिशा में अलग है यह एक विशेष दिशा को ऑप्टिक्स एक्सिस कहते हैं लेकिन कुछ क्रिस्टल होते हैं जैसे माइका जो कि बाएक्सियल क्रिस्टल है मतलब इसके दो ऑप्टिक्स एक्सिस है हम बाएक्सियल क्रिस्टल के बारे में बात नहीं करेंगे यूनीएक्सल क्रिस्टल तक ही सीमित रहेंगे जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल चलिए मान लेते हैं तीन सामान परपेंडिकुलर एक्सिस xyz क्रिस्टल में है और ऑप्टिक्स एक्सिस को इनमें से किसी एक को मान लेते हैं वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिक्स एक्सिस की दिशा z में n2 or nz में मान लेते हैं तब इन का मूल्य बाकी दो प्रिंसिपल एक्सिस xy में पाए जाने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा लेकिन यह दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में समान होंगे nx ny ऑप्टिक्स एक्सिस z है देखो अगर इस दिशा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 और गति v3 मान ले तो इनका मूल्य अन्य दो एक्सिस x y में पाए जाने वाले वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होगा लेकिन x और y मैं मिलने वाले वेग और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v1 v2 और n1 n2 आपस में सामान होंगे अब यह कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल मैं मिलने वाला एक खास अंतर है कि हालांकि दोनों यूनीएक्सल क्रिस्टल हैं लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल को पॉजिटिव यूनीएक्सल क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल को नेगेटिव यूनीएक्सल क्रिस्टल कहते हैं लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के संबंध में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस मैं n1 और वाई एक्सिस मैं n2 और z एक्सिस मैं n3 है n3 n1 n1 n2 इसका मतलब V3 वेलोसिटी V1 से कम है लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के संदर्भ में वेलोसिटी ऑप्टिक्स एक्सिस के दिशा में वेलोसिटी x axis या y axis की दिशा से कम है और कैल्साइट क्रिस्टल जोकि यूनीएक्सल क्रिस्टल है के संदर्भ में उल्टा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सिस की दिशा में n3 n2 से कम है या वेलोसिटी ऑप्टिक्स एक्सिस के दिशा में v3v1 है या फिर वेलोसिटी ऑप्टिक्स एक्सिस के दिशा मेंv1 और v2 से बड़ा है इस तरह से हम यूनीएक्सल क्रिस्टल बीच में अंतर करते हैं और क्वार्ट्ज क्रिस्टल पॉजिटिव यूनीएक्सल क्रिस्टल और कैल्साइट क्रिस्टल नेगेटिव यूनीएक्सल के उदाहरण के रूप में इनको परिभाषित किया जाता है जब हम चित्र को रिफ्लेक्शन के द्वारा शीशे से देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक चित्र के लिए हमें एक छवि मिल रही है लेकिन डबल क्रिस्टल के संदर्भ में जब हम चित्र को कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से देखते हैं तो हमें दो छवि मिलती है जबकि ऑप्टिकली आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल केवल एक ही छवि दिखाता है जैसा कि मैंने कहा अगर आप शीशे से देखेंगे तो हमें परिचित प्रकार का रिफ्रैक्शन मिलेगा हम आइसोट्रॉपिक मीडियम में एक वस्तु की एक ही छवि बनते देखते हैं लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल में हम एक वस्तु के लिए दो छवि देखते हैं तो इसका मतलब यह क्रिस्टल्स आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स और यह अनीसोट्रॉपिक क्रिस्टल जिसे हमने बाइरैफ्रिन्जेंट भी कहते हैं क्योंकि इंसीडेंट प्रकाश 2 बार रिफ्रैक्ट होती है जब प्रकाश यूनीएक्सल क्रिस्टल में घुसता है तो यह दो ऑर्थोंगोनल लीनियर पोलेराइज प्रकाश या किरण में बट जाता है जिसमें से एक को o किरण और दूसरे को E किरण कहते हैं o किरण ऑर्डिनरी किरण है जबकि e किरण एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरण है अगर आप इन दोनों किरण की गणना करेंगे तो इनकी विशेषता यह है कि O किरण सिगमा पोलेराइज प्रकाश है आप जानते हैं कि यह बिंदु इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की दिशा है यह पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है और यह प्रकाश की दिशा है अब यह पॉलिजाइजेशन के प्लेन वह प्लेन है जिसमें प्रकाश की गति की दिशा और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वेक्टर दोनों शामिल हैं इस संदर्भ में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड वेक्टर पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर पोलराइजेशन इंसिडेंट प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो वहां पर सिग्मा पॉलिसाइजेशन है इंसीडेंट प्लेन का मतलब उस प्लेन से होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड प्रकाश इंसिडेंट प्रकाश नॉर्मल शामिल होती है इस अवस्था में इंसिडेंट प्लेन और पेपर का प्लेन दोनों समान है और यह इंसिडेंट प्लेन पोलराइजेशन प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसे पोलराइजेशन को सिग्मा पॉलिसाइजेशन कहते हैं और यहां पर सभी समय के लिए O किरण सिग्मा पोलराइज है E किरण पाई पोलराइज प्रकाश है जब पोलराइजेशन का प्लेन और इंसिडेंट प्लेन समांतर होते हैं और प्रकाश की गति की दिशा में आने वाले इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट इंसिडेंट प्लेन के समांतर होते हैं तो ऐसे पोलराइजेशन को पाई पोलराइजेशन कहते हैं प्रकाश की गति और इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट दोनों ही पेपर के प्लेन अथवा इंसिडेंट प्लेन के समांतर होते हैं वेलोसिटी O किरण के संबंध में सभी दिशाओं में समान है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी दिशाओं में समान है लेकिन E किरण के संबंध में ऐसा और इसकी गति और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मूल्य दिशा पर आधारित है ऑप्टिक्स एक्सिस दिशा में E किरण और O किरण के वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है लेकिन ऑप्टिक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर दिशा में वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मूल्य अलग अलग है अतः हम O किरण और E किरण को यह विशेषता देखते हुए अलग कर सकते हैं इन दोनों के बीच यह एक समानता है कि ऑप्टिक एक्सिस की दिशा में O किरण और E किरण की वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है और इस विशेषता का प्रयोग करके हम ऑप्टिक्स एक्सिस को परिभाषित कर सकते हैं हम ऑप्टिक्स एक्सिस को कह सकते हैं की ऑप्टिक्स एक्सिस क्रिस्टल में वह दिशा होती है जिसके लिए E किरण और O किरण की वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान हो यह दो क्रिस्टल जोकि कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल है जिन के लिए सोडियम प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानेंगे यह प्रकाश मोनोक्रोमेटिक प्रकाश है इसकी वेवलेंथ 5893 एंस्ट्रोम है और इस का मूल्य रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर इस वेवलेंथ के लिए O किरण और E किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 16584 और 14864 है कैल्साइट क्रिस्टल के संदर्भ में O किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स E किरण से ज्यादा है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के संदर्भ में सोडियम प्रकाश के लिए O किरण के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स E किरण से कम है और इनका मूल्य 15443 और 15534 है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए O किरण की वेलोसिटी E किरण से ज्यादा है पर कैल्साइट क्रिस्टल मैं O किरण की वेलोसिटी E किरण से कम है और ऑप्टेक्स एक्सिस के दिशा में O किरण और E किरण की वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान है यह मूल्य ऑप्टिक्स एक्सिस की दिशा में नहीं है अगर आप कैल्साइट क्रिस्टल मैं वेलोसिटी पर ध्यान देंगे तो O किरण की वेलोसिटी E किरण से कम होगी यह दो दिशाओं x और y एक्सिस आइसोट्रॉपिक है इसका मतलब वेलोसिटी इन 2 दिशाओं में सामान रहेगी लेकिन x y प्लेन के लिए O किरण और E किरण की वेलोसिटी अलग होगी अगर मैं वेलोसिटी को अंकित करता हूं तो यहां गोल बनेगा लेकिन यह गोल O किरण के गोल से बड़ा बनेगा क्योंकि O किरण की वेलोसिटी E किरण से कम है अगर आप z और y एक्सिस को लेते हैं तो इस संदर्भ में दोबारा O किरण का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स xyz दिशा में समान होगा और यह हमेशा गोल होगा यहां भी O किरण के लिए भी हम xyz दिशा में गोल बनाएँगे और ऑप्टिक्स एक्सिस की दिशा में O किरण और E किरण की वेलोसिटी सामान होगी ऑप्टिक्स एक्सिस को हमने z एक्सिस में लिया है E किरण की वेलोसिटी O किरण के समान है तुरंत ही हम मान लेते हैं कि इस दिशा में O किरण की वेलोसिटी E किरण के समान होगी लेकिन आप यह अंकित कर सकते हैं की x और y की दिशा में E किरण की वेलोसिटी O किरण से ज्यादा होगी यह एलिपसॉयड होगी यह वैसा ही होगा अगर हम y एक्सिस की जगह x एक्सिस को लेते हैं और इस तरह से हम कैल्साइट क्रिस्टल मैं O किरण और E किरण की वेलोसिटी को मैप कर सकते हैं अगर आप क्वार्ट्ज क्रिस्टल को लेते हैं तो यह विपरीत होगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के संदर्भ में यह जो आप परिवर्तन देख रहे हैं का कारण यह है कि E किरण की वेलोसिटी O किरण से कम है यह लाल वाला गोल E किरण के लिए है जोकि O किरण के गोल के भीतर है O किरण के लिए यह गोल बड़ा और बाहर है वेलोसिटी का मूल्य z दिशा के लिए दूसरे दिशा x और y से अलग होगा इन दोनों किरणों की वेलोसिटी का मूल्य z एक्सिस में सामान होगा E किरण की वेलोसिटी O किरण से कम होगी और O किरण की वेलोसिटी हर दिशा में समान होगी और यह दोनों परिस्थिति को हमें एक साथ निभानी होगी E किरण की वेलोसिटी xy दिशा में O किरण से कम होगी इसलिए आप एलिपसॉयड दीर्घवृत्त देखेंगे अगर आप x और y को आपस में बदल दे तब भी यह सामान रहेगा तो इस तरह से हमने कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अंकित किया बस इसी समान तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रति चित्रण कर सकते हैं जब भी वेलोसिटी ज्यादा होगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा इसी तरीके से वेलोसिटी के विपरीत आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंकित करना होगा क्योंकि यह c कांस्टेंट है c वैक्यूम मैं प्रकाश की वेलोसिटी है अभी हमने यहां वेलोसिटी का प्रति चित्रण बनाया हुआ है उसी को विपरीत करने से हमें चल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रति चित्रण मिल जाएगा मैं यह चर्चा जारी रखूंगा अगली कक्षा में बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको बतानी है लेकिन मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद